अब हम लोग सेस्सना 206 H विमान पर हैं हम अब इस एयरक्राफ़्ट का एक दैनिक निरीक्षण करेंगे विमान को उड़ान के लिए भेजने के पहले हम एक दैनिक निरीक्षण करते हैं या निरीक्षण उन परीक्षणों के अतिरिक्त होता हैजिन पर हमने चर्चा की थी विमान को उसकी पहली उड़ान पर भेजने के पहले यह निरीक्षण करना होता है और मेरे साथ हैं श्री पॉलवाल श्री अनिमेष पॉलवाल वे हैं इस विमान के मुख्य तकनीशियन और वे इस निरीक्षण के दौरान हमारी सहायता करेंगे तो आप यह विमान देख सकते हैं जिसके निरीक्षण में है फुसेलगे निरीक्षण इंजन निरीक्षण फुसेलगे में यह अपेक्षित है कि आप स्किन पेनल्स की सफाई अवस्था और क्षति के चिन्हों के लिए निरीक्षण करें अतः कि हम स्किन को देखें एयरक्राफ़्ट की सारी स्किन को स्वछता किसी क्षति किसी खरोंच या और कुछ आप यहाँ देख सकते हैं रिवेट्स हमें रिवेट्स को ध्यान से देखना चाहिए कि कोई रिवेट्स काट तो नहीं गयी हैं सारी फुसेलगे के लिए हमें इस के लिए जांच करनी है विमान के दरवाजे की सुरक्षा और परिचालन के लिए जांच करें इसके कब्जो की दशा को परखें ये हैं कब्जे और हमें इन कब्जों पर ध्यान देना है हमें इन लैशेस पर भी ध्यान देना है ये लैशेस और सुरक्षा और इस ताले की सुरक्षा हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि विमान भली भांति बंद हो रहा है कि नहीं दरवाजे भली भांति बंद हो रहा है कि नहीं विमान के सभी पारदर्शी पेनल्स और विंडशील्ड की स्वच्छता एवं उनकी हालत के लिए जाँच करें आप देख सकते हैं पारदर्शी पेनल्स यहाँ पर हैं और सभी जगह पर पारदर्शी पेनल्स की स्वच्छता के लिए सुरक्षा और हालात के लिए जांच करते हैं अब कॉकपिट के फर्श संयोजन और कॉकपिट की स्वच्छता और सुरक्षा जाँच करें कॉकपिट के अंदर जाकर सामान्य सफाई और सामान्य अवस्था की जाँच करें सीटों और गद्दों की अवस्था और सुरक्षा के लिए जाँच करें आप यहाँ कॉकपिट देख रहे हैं कॉकपिट के फर्श संयोजन को और कॉकपिट को स्वच्छता अवस्था और सुरक्षा के लिए जांचने की जरूरत है सारी फर्श को सफाई के लिए उसकी अवस्था के लिए जांचें सीटों और गद्दों को को भी अवस्था और सुरक्षा के लिए जांचें देखें कि क्या गद्दे सही हालात में हैं सीट बेल्ट शोल्डर हार्नेस को उनकी अवस्था और सुरक्षा की लिए जांचें अप्प देख सकते हैं सीट बेल्ट यहाँ हैं ये सीट बेल्ट हैं शोल्डर हार्नेस को भी जांचा जाना चाहिए कि सीट बेल्ट उचित अवस्था में हैं और क्षतिग्रस्त नहीं हैं अग्निशामक यंत्रों का भी निरीक्षण करें और देखें कि ये सुरक्षित हैं और इससे कोई रिसाव नहीं हो आप देख सकते हैं यहाँ एक अग्निशामक यंत्र है इस अग्निशामक यंत्र को रिसाव के लिए जांचा जाना है औय देखना है कि यह अपने स्थान पर सही ढंग से और सुरक्षित लगा हो प्राथमिक चिकित्सा किट को सही पकड़ के लिए और इस पर लगी सील की सुरक्षा के लिए जांचें वह है प्राथमिक चिकित्सा किट विमान में ठीक पीछे तो प्राथमिक चिकित्सा किट को सही पकड़ के लिए और इस पर लगी सील की सुरक्षा के लिए जांच कर सुनिश्चित कर लें यह जांचें कि सभी अपहोल्स्ट्री सुरक्षित अपनी जगह पर जकड़ी हुई हैं सारे घोषणा पत्र और सुधार कार्ड अपनी अपनी जगह स्थित हैं विमान में कई घोषणा पत्र हैं और आपको सभी को देखना है कि वे सही ढंग से अपनी अपनी जगह स्थित और सुरक्षित हो अब हम हवाई जहाज के पहियों पर आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ हवाई जहाज के पहियों को यह हवाई जहाज का मुख्य पहिया है मेन लैंडिंग गियर हमें मेन लैंडिंग गियर को बहुत सावधानी से जांचना है इसकी सफाई और हालात के लिए हमें इसे ठीक से देखना है हम एक दृश्य परीक्षण करते हैं की इसकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर हों और कही पर कोई दरार न हो मुख्य और नोज व्हील पर लगे टायर को रेंगने का निशानों के लिए सामान्य अवस्था और सही इन्फ्लेशन के लिए जांचते हैं आप देख सकते हैं यह मुख्य पहिया है हम देखते हैं कि कोई कटाव नहीं हो टायर क्षतिग्रस्त न हो और वांछित रेंगने का निशान सही जगह पर हों इसमें लगने वाली लॉकिंग स्प्लिट पिन सही ढंग से यहां लगी हो इन सभी के लिए मुख्य पहिये की जांच करते हैं इसी तरह बाएं और दाहिने पहियों की जांच की जाती है लॉकिंग स्प्लिट पिन की जांच सही कार्य संपादन के लिए और फ्लूइड जॉइंट्स की रिसाव के लिए जांच करते हैं आप यहाँ ब्रेक सिस्टम देख सकते हैं हमें देखने की आवश्यकता है कि ब्रेक यूनिट में किसी भी तरह की रिसाव न हो ब्रेक लाइनर घिसे हुए न हों और किसी भी तरह का कोई रिसाव न हो और ब्रेक यूनिट में कोई क्षति न आई हो यह नोज लैंडिंग गियर है और हमें देखना है की सब कुछ साफ़ सुथरा हो स्ट्रट एक्सटेंशन सही हो टॉग लिंक के संलग्नक के सभी बोल्ट अपने स्थान पर हों सभी लॉकिंग मैकेनिज्म अपनी जगह पर हो और शॉक स्ट्रट में कोई रिसाव न हो रहा हो नोज व्हील के लिए हमें देखना है कि उसकी लॉकिंग सही रूप से वहां हो व्हील को सही ढंग से पकड़ हो टायर पर कोई भी कटाव न हो और उसमे सही ढंग से हवा भर कर उसे फुलाया गया हो यह एक टायर प्रेशर गेज है हम इसे TPG कहते हैं इसको सही ढंग से calibrated किया गया है और हमें इसका calibration tag चाहिए होगा इस कालिबेरशन की एक वैधता होती है इस उपकरण का व्यवहार करने से पहले हमें सुनिश्चित करना है कि यह सही ढंग से कैलीबरेट किया गया है और इसकी तिथि सीमा बीपी नहीं है इसके बाद हम लोग टायर का प्रेशर नाप लेते हैं टायर प्रेशर को देखें और हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टायर प्रेशर नापते हैं इस तरह हर एक उड़ान के पहले हमें टायर प्रेशर को नापना होता है और जितना निर्माता के द्वारा बताया गया है उतना दबाव बनाकर उसे चेक करना होता है इनका टायर प्रेशर चेक किया जाता है और इसे 49 प्लस माइनस 3 पी एस आई होना चाहिए और आपने देखा कि यह 48 पी एस आई है और हमें जरूरत है 49 प्लस माइनस 3 पी एस आई की और आप देख सकते हैं यह 48 पीएसआई आया है और जरूरत है 49 प्लस माइनस 3 पीएसआई अर्थात 46 से 52 पीएसआई तक यह हमारी सीमा के अंदर है और इसके बाद हम लोग बाकी बचे टायर्स को भी जांचते हैं अब हम फ्लैप्स के पास आते हैं हमें फ्लैप्स और मेन प्लेन की जांच करनी है हमें देखना है कि फ्लैप्स और मेन प्लेन के स्किन पेनल्स की जांच करनी कि उनमें कोई क्षति न हुई हो और हमें फ्लैप रोलर्स को भी जांचना है यहाँ आप देखते हैं फ्लैप ट्रैक है हमें यह देखना होता है कि ट्रैक घिसे हुए तो नहीं है और की रोलर सही जगह पर हों सभी ट्रकों को और रोल रोको जांचा जाता है दोनों तरफ बाएं तरफ और दाहिने तरफ लिफ्ट स्ट्रटस को सीधेपन के लिए और सुरक्षित संयोजन के लिए जांचा जाता है यह हैं लिफ्ट स्ट्रटस और हमें जांचना है कि यह क्षतिग्रस्त नहीं हैं और सुरक्षित बंधे हैं दोनों तरफ देख सकते हैं एक तरफ नीचे और ऊपर और इसी तरह दाहिने तरफ भी हम चाहते हैं कि अइलेरों के कब्जे में अधिक ढीलापन या जंग लगा हुआ न हो और वे सुरक्षित हो आप देख सकते हैं ये हैं अइलेरों और हमें इनकी संचालन के लिए जांच करनी है ताकि इनके संचालन में कोई बंधन न हो आपको इसके विस्थापन को महसूस करना है आपको महसूस करना है कि इनके चलने में कोई भी रूकावट नहीं है और आपको देखना है की ट्रेलिंग एज बिलकुल सही है और इसमें कोई भी विकृति नहीं है साथ ही देखें कि इसकी स्किन पेनल्स और रिवेट इत्यादि सभी अपनी जगह पर सुदृढ़ता से लगे हुए हैं और कोई क्षति ग्रस्त नहीं हैं इसी तरह से जैसे आपने बाएं तरफ देखा दाहिने तरफ का भी निरीक्षण करें इसके बाद हम विमान की टेल की जांच करेंगे यह है टेल प्लेन जिसका हमें निरीक्षण करना है यह फिन यह रडर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर एलीवेटर ट्रिम टैब इस सारे क्षेत्र की जांच करनी है देखें कि सब साफ़ सुथरा है किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो कोई विकृति न हो सभी रिवेट अपनी जगह पर सुदृढ़ हों कोई भी रिवेट कटी या कटावयुक्त न हो और एलीवेटर के कब्जे और इनके बोल्ट यथास्थान हों और इनके चलने में कोई रूकावट न हो ट्रिम तब पर आते हैं जांचें कि कब्जे अपनी जगह पर हों स्किन पैनल सही हो कई रिवेट कटी न हो और साडी सतह साफ़ सुथरी हो ये हैं स्टैटिक डिस्चार्ज विक्स इनको देखें ये घिसी हुई न हों अपनी जगह पर हों आप देख सकते हैं सारे टेल प्लेन पर स्टैटिक डिस्चार्ज होता है इसलिए जरूरी है कि स्टैटिक डिस्चार्ज विक्स की निगरानी की जाए अब हम ईंधन प्रणाली पर नज़र डालते हैं हमें ईंधन का एक नमूना लेना होगा और सुनिश्चित करना है की ईंधन में कोई तलछट न हो ईंधन में कोई गन्दगी न हो और ईंधन को जल वाष्प से मुक्त हो आप देख सकते हैं यह वाटर फाइंडिंग पेस्ट है जिसका प्रयोग हम यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि विमान की ईंधन टैंक नमी से मुक्त है यह आपकी ईंधन का नमूना लेने वाली बोतल है जिसमे हम नमूना लेंगे आप देख सकते हैं टैंक पर कई निकासी बिन्दु हैं और हम इस एक निकासी बिंदु से नमूना ले रहे हैं और हम निश्चित करते हैं की इसमें कोई गन्दगी या तलछट नहीं है यह टैंक के आगे के तरफ का निकासी बिंदु है पीछे की तरफ भी निकासी बिंदु है विभिन्न निकासी बिंदुओं से नमूना लेकर और जांच कर हम सुनिश्चित होते हैं कि ईंधन गन्दगी से मुक्त है और कोई भी तलछट नहीं है और कि ईंधन उपयोग के लिए सुरक्षित है यह जानने के लिए यह एक आगे का निकासी बिंदु है यह है गैसकॉलेटर पॉइंट जो टैंक के सबसे निचले हिस्से में है हम इस निम्नतम बिंदु से नमूना लेते हैं और देखते हैं की इसमें कोई गन्दगी या तलछट न हो आप देख रहे हैं कि इस नमूने में कोई अशुद्धि या तलछट नहीं है और यह पूर्णतः साफ़ है अब मैं आश्वस्त हूँ कि टैंक और ईंधन साफ़ हैं और उपयोग के लिए सुरक्षित हैं नाममोने लेने के बाद हम यह भी निश्चित करते हैं कि विंग पर स्थित फ्यूल टैंक कैप्स अपने स्थान पर दृढ़ता से लगे हैं आप देख रहे हैं कि वह यही निश्चित कर रहा है कि फ्यूल टैंक कैप्स दृढ़ता से लगे हुए हैं आप यहाँ एक फ्यूल टैंक कैप देख रहे हैं इनमें वायु आदि निकलने का मार्ग भी बने होते हैं हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये मार्ग साफ़ हैं इसी तरह दाहिने विंग पर भी फ्यूल टैंक कैप का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं की ये सुरक्षित हैं यह वायु इत्यादि के बाहर निकलने की लेने है और हम देखते हैं कि यह कहीं से मुड़ी अथवा क्षतिग्रस्त न हो और इसमें कोई रूकावट न हो यह ईंधन प्रणाली के लिए है अब देखें यह प्रोपेलर है और हमको सुनिश्चित होना है कि इसके ब्लेड की लीडिंग एज पर कोई क्षति न हो ब्लेड सही सलामत हैं हमें इस पैनल को खोलना होगा आपको यहाँ पर आयल डिप स्टिक और फ्यूल टैंक कैप देखने के लिए हम फ्यूल टैंक कैप को खोलेंगे यह जानने के लिए कि टैंक में पर्याप्त ईंधन है आप देख रहे हैं यह आयल डिप स्टिक है धोकर साफ़ कपड़े से पोंछ कर इसे साफ़ कर लेते हैं और यह जानने के लिए टैंक में कितना ईंधन है इसको टैंक में पुनः डुबाते हैं आप देखिये यह यहाँ अधिकतम का चिन्ह है और यह इस से जरा सा नीचे है जो बताता है की टैंक में 11 क्वार्टस ईंधन तेल है जो अभी की उड़ान के लिए पर्याप्त है t यह सब वायुयान के एयरफ्रेम भाग के लिए था अब हम इंजन को देखते हैं हम इंजन के कोलिंग्स को हटाते हैं उड़ान के पूर्व हम इंजन के कोलिंग्स को हटा कर एक दृश्य परीक्षण करते हैं हम देखते हैं कि इंजन के विभिन्न भाग और इंजन के कलपुर्जे अपनी अपनी जगह मौजूद हों और कोई हानि न हुई हो और उसके बाद इंजन कॉलिंग को पुनः उसके स्ताहन पर लगाते हैं हम इन फास्टनर की जाँच करते हैं कि ये सुदृढ़ हैं और इसके बाद इंजन को एक बार भूमि पर ही चला कर देखते हैं कि सुरक्षित उड़ान के लिए सभी मापदंड अपनी सीमा में हैं कृपया कॉलिंग को हटाएँ और अब हम देखेंगे किस तरह कॉलिंग को हटाकर इंजन का निरीक्षण करते हैं अब आप देख रहे हैं बहुत से फास्टनर यहाँ ये फास्टनर खोले जा रहे हैं ऊपर की तरफ भी फास्टनर हैं जब हम कॉलिंग को पुनः इसके स्थान पर लगाएं तो यह सुनिश्चित करें कि ये सभी फास्टनर दृढ़तासे लगाए जाएँ क्यूंकि अगर उड़ान में कोई फास्टनर खुल जाता है तो यह खतरनाक हो सकता है अतः यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी फास्टनर भली भांति कसे जाएँ Refer Time 1557 see the cowlings have been removed देखिये कॉलिंग को हटा दिया गया है आप यहाँ इंजन को देख सकते हैं सेस्सना 206 वायु यान पर एक 6 सिलेंडर का लयकोमिंग इंजन लयकोमिंग IO 540 इंजन लगा है अब इंजन का यह दाहिना पक्ष है हम देखते हैं तीन सिलेंडर हैं सभी स्क्रू अपनी जगह पर हैं और कोई रिसाव नहीं है सभी ईंधन नलियां स्थान पर हैं और सभी स्पार्क प्लग्स दृढ़ता से लगे हैं अब जबकि कॉलिंग हटा दिया गया है यह है लयकोमिंग IO 540 इंजन जो सेस्सना 206 वायुयान पर लगा है यह एक 6 सिलेंडर का इंजन है जिसमें दाहिने तरफ 3 और बाएं तरफ 3 सिलेंडर लगे हैं हम दाहिने तरफ हैं और यहाँ पहला दूसरा और तीसरा सिलेंडर है हम आश्वस्त हो सकते हैं कि सभी स्क्रू अपनी जगह पर हैं और कोई रिसाव नहीं है यह सामान्य दृष्टि निरीक्षण से निश्चित होता है किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है और यहाँ आप 3 स्पार्क प्लग्स देखते हैं स्पार्क प्लग्स अपने स्थान पर हैं और कोई भी ईंधन नली टूटी नहीं है इन नलिकाओं में कोई क्षति या रिसाव नहीं है यह क्रैंककेस है आपको को इसे देखना चाहिए देखें इसके एंकरिंग बोल्ट ये सभी अपनी जगह पर हैं और कोई रिसाव नहीं है ये इंजन माउंट हैं माउंटिंग्स पर इंजन स्थिर रहता है और इंजन मॉउंटिंग बोल्ट अपनी जगह पर हैं और उन पर सही ढंग के क्रीप मार्क्स भी हैं आप देखें कि ये शॉक माउंट्स हैं आपको देखना है कि ये क्षतिग्रस्त न हों आप देख सकते हैं यह एग्जॉस्ट मफलर है जिसके वेल्डेड जोड़ों पर आपको निरीक्षण करना है कि ये ठीक हैं और खुल नहीं गए हैं यह भी देखें कि इनका एंकरिंग अपने स्थान पर सुदृढ़ हो और डक्ट्स अपने स्थान पर हों और क्षतिग्रस्त न हों ये हैं बाफले फिन जो सिलेंडर फिन्स भी हैं इन पर भी आपको निगाह रखनी है अब आप इंजन को ऊपर से देख सकते हैं आपको निश्चित करना है कि आपके सिलिंडर फिन्स ये हैं सिलिंडर फिन्स आप देख सकते हैं ये हैं सिलिंडर फिन्स आपको देखना है ये टूटे हुए न हों या इनको कोई क्षति न हुई हो ईंधन नलिकाएं ये हैं स्टेनलेस स्टील की ईंधन नलिकाएं बारीक़ नलियां इन पर कोई क्षति नहीं हुई है और सही ढंग से स्थिर की गयी हैं इनमे कोई रिसाव नहीं है सभी स्पार्क प्लग अपनी जगह पर हैं अन्य सभी संलग्नक भी अपनी जगह पर हैं यह है इंजेक्टर आपको यह सुनिश्चित करना है कि हमारा मिश्रक आपका थ्रोटल और आपका गवर्नर सब कुछ अपनी जगह पर हो उनमे कोई क्षति न हो और सभी स्प्लिट फिन अपनी जगह पर लगे हों सभी हिस्से चाहे वह मनिफॉल्ड फ्यूल इंजेक्टर कम्प्रेस्सर फ्यूल लाइन्स विभिन्न टुबिंगस हो आपको एक बार सभी का दृष्टि निरीक्षण करना है और देखना है कि सब अपनी जगह पर स्थित हो यहाँ आप देखते हैं आयल कूलर जिसमे आपको निश्चित करना है की आपकी सारी कूलर लॉकिंग अपनी जगह पर हो कोई तैलीय रिसाव न हो आयल फ़िल्टर में कोई रिसाव न हो ऐसा ही हो क्योंकि अगर यह आयल कूलर है तो आप मैग्नेटो को यहाँ रक्षित कर सकते हैं आपको यह सुनिश्चित करना है कि मैग्नेटो में किये गए सभी वैद्युतिक कनेक्शन सुदृढ़ हों इस तरह यह दृष्टि निरीक्षण पूरा करने के बाद हम कॉलिंग को वापस लगा देंगे और इसके बाद इंजन को जमीन पर चालू करेंगे अब हम सेस्सना 206 H वायुयान के अंदर कॉकपिट में हैं यह पायलट की सीट है जहां मैं बैठा हूँ यह हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल है हम वायुयान को चालू करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि वायुयान को कैसे चालू करते हैं यह इस वायुयान की चाबियां हैं आप देख सकते हैं यहां इग्निशन स्विच है आप अभी चाबी को यहाँ ऑफ स्थिति में लगाएं यह है पार्किंग ब्रेक और अब मैं इसको लगा दूंगा जैसे कि हम इंजन को स्टार्ट करने के पहले करते हैं इसके लिए रडार पेडल को दबाते हैं और पार्किंग ब्रेक को खींचते हैं जिससे पार्किंग ब्रेक लग जाती है यह ये काव्ल फ्लैप है यह काव्ल फ्लैप कण्ट्रोल है मुझको काव्ल फ्लैप खोलने की जरूरत है मैंने काव्ल फ्लैप को खोल दिया है यह मेरा ईंधन टैंक चुनने वाला है वायुयान में दो ईंधन टैंक हैं एक दाहिना टैंक और एक बायाँ टैंक मैंने सिलेक्टर को ईंधन टैंक चुनने के लिए "दोनों" स्थान पर कर दिया है जिससे एक साथ दोनों टैंक ईंधन देने के लिए चुन लिए गए हैं यह आपका थ्रॉटल नियंत्रक है यह है आपका मिश्रण नियंत्रक क्षमा करें प्रोपेलर नियंत्रक और यह है मिश्रण नियंत्रक शुरू करने से पहले मुझे थ्रॉटल नियंत्रक को चौथाई पर समायोजित करना होगा इस लिए थ्रॉटल नियंत्रक को चौथाई स्थिति पर का दिया है ज़रा सा में यह है अतिरिक्त बैटरी स्विच मुझको मेरी अतिरिक्त बैटरी को 10 सेकंड तक चेक करना है जब मैं अतिरिक्त बैटरी को टेस्ट मोड में चुनता हूँ तो यह लैंप जलेगा और मैं इसको 10 सेकंड तकहोल्ड करुंगा और उसके बाद मैं इसको आर्म्ड मोड में कर दूंगा अब आप देख रहे हो कि अतिरिक्त बैटरी सशस्त्र हो गयी है आप देखें यह है PFD और यह है MFD और स्क्रीन पर अब हलचल शुरू हो गयी है यह है गार्मिन 1000 एवियोनिक्स सिस्टम यह एक डिजिटल उपकरण है आप स्क्रीन पर बहुत से पैरामीटर देख सकते हैं मनिफोल्ड दबाव यह है आरपीएम यह है आयल प्रेशर आयल टेम्परेचर सिलिंडर हेड टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर फ्यूल क्वांटिटी लेफ्ट टैंक राइट टैंक यह है इलेक्ट्रिकल बस वोल्टेज बैटरी वोल्टेज और फिर आप देख सकते हैं अन्य कई उपकरण हैं आप देख सकते हैं बहार की हवा का तापक्रम अब जब कि यह स्क्रीन चालू है मैं मास्टर स्विच को चालू करता हूँ मेरा मास्टर स्विच अब चालू है थ्रोटल पहले से ही चौथाई इंच अंदर है मुझे मालूम है कि मुझे इंजन को प्राइम करना है यह है मेरा मिश्रण नियंत्रक मैं मिश्रण नियंत्रक को ईंधन प्रधान स्थिति में लाता हूँ अब यह ईंधन प्रधान अवस्था में है और मैं ईंधन पंप का स्विच चालू करता हूँ मुझे ईंधन प्रवाह गेज पर दृष्टि रखनी है इसे ईंधन के प्रवाह को बताना है यह एक सूचक है जो यह बताता है कि इंजन प्राइम हो रहा है जब कि हमारा मिश्रक ईंधन प्रधान स्थिति में हैआप देख सकते हैं मैं अब इसे ईंधन बूस्टर पंप को चालू कर रहा हूँ आवाज़ पर ध्यान दें और यह बढ़ गई है अब मिश्रक बाहर हो जाता है और मैं इंजन को चालू कर रहा हूँ इग्निशन स्विच को देखें यह स्विच ऑफ स्थिति में है ब्रेक लगे हुए हैं और मैं बाहर से अनुमति ले रहा हूँ और इग्निशन स्विच को इंजन को चालू करने के लिए लगा रहा हूँ अब इंजन चालू हो गया है इंजन चालू होने के साथ ही पहली चीज जिसे आपने ध्यान देना है वह है ऑयल प्रेशर ऑयल प्रेशर को 30 सेकंड के अंदर बताना चाहिए जिससे यह पता लगता है कि आयल इंजन में जाना शुरू हो गया है और समुचित स्नेहन आरम्भ हो गया है यह आरपीएम है आप यहाँ देख सकते हैं आरपीएम मुझे इंजन को 1200 आरपीएम पर लाना होगा ताकि आयल टेम्परेचर अपनी सीमा में आ जाए देखें आयल टेम्परेचर यहाँ हरी सीमा में आना शुरू हो गया है मैंने यहाँ दूसरा मोड लगा दिया है आप यहाँ वास्तविक तापक्रम देख सकते हैं यह अभी 100 डिग्री फारेनहाइट है मैं इसके थोड़ा बढ़ने का इंतज़ार करूँगा ताकि यह आराम से हरी सीमा में आ जाए और हम फिर आगे बढ़ेंगे इसलिए मैं इंजन को 1200 आरपीएम पर रखता हूँ आप यहाँ देख सकते हो 1200 आरपीएम हमारी सभी पैरामीटर हरी सीमा में है फ्यूल फ्लो आयल प्रेशर आयल टेम्परेचर सभी हरी सीमा में हैं सिलेंडर हेड का तापक्रम अभी हरी सीमा में नहीं पहुंचा है और सारे पैरामीटर अपनी सीमा में हैं और मैं सिलेंडर हेड के तापक्रम के हरी सीमा में आने तक इंतज़ार करुंगा आप देख सकते हैं सिलेंडर 1 के लिए यह 175 degrees फारेनहाइट डिग्री से 180 डिग्रीफारेनहाइट है इसलिए CHT भी अब हरी सीमा में है यह सुनिश्चित करता है कि इंजन ने भूमि पर का वांछित आयल टेम्परेचर पा लिया है चूंकि आयल टेम्परेचर पहले ही हरी सीमा में आ गया है इसलिए मैं आरपीएम को बढ़ा कर 1800 पर ले जाऊंगा थ्रोटल को हल्का भीतर दबाएंगे और आरपीएम को 1800 पर ले जाऊंगा अब मैं इसे दबा रहा हूँ और आप देख रहे हैं मैं आरपीएम को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ यह 1500 पर है जब हम यह रन कर है हैं हमें बहुत ही सावधान रहना है ब्रेक्स के साथ ब्रेक्स लगी रहनी चाहिए अब आप देखते हैं आरपीएम 1800 हो गया है 1800 आरपीएम पर मुझे अपनी पिच प्रोपेलर पिच की जांच करनी चाहिए वह हमारा प्रोपेलर पिच है और इस समय अच्छी अवस्था में है मैं इसको अब बाहर खींचूंगा और इसको कोर्स मोड में डालेंगे और आरपीएम को काम होते हुए देखेंगे अब इस प्रोपेलर पिच पर मैं इस को बाहर खींच रहा हूँ और आप यहाँ आरपीएम पर ध्यान देंगे यहाँ आरपीएम को देखें जब मैं इस पिच कण्ट्रोल को बाहर खींच रहा हूँ इस अवस्था में देखें यह 1800 से गिर कर 1580 पर आ गया है आपने देखा यह लगभग 220 आरपीएम की गिरावट थी जो कि सीमा के अंदर है 1800 आरपीएम पर मुझको अपनी मैगनीच्यूड ड्रॉप अप की जाँच करनी चाहिए मैगनीच्यूड से मेरा मतलब है मैं दोनों अवस्थाओं से इग्निशन मशीन स्विच दूंगा इस समय यह 'BOTH' अवस्था में है मैं इसको राइट मोड में डालूंगा और फिर लेफ्ट मोड में और ऐसा करने में मैं आरपीएम में गिरावट को देखूंगा आरपीएम में गिरावट इसकी सीमा में ही होनी चाहिए जब आप मेरा थ्रोटल आरपीएम 1800 देख रहे हैं मैं इसको 'BOTH' अवस्था से राइट में डाल रहा हूँ आपने देखा यह 1720 पर गिर गया यानी 80 आरपीएम की गिरावट अब यह फिर से 1790 हो गई है मैं इसको थोड़ा अधिक करूँगा 1800 आरपीएम इसको फिर से 1800 करने के बाद मैं इसे लेफ्ट मोड में डाल रहा हूँ अब इग्निशन मशीन स्विच को लेफ्ट मोड दिया और आपने गिरावट देखिए मैं इसे फिर से करूँगा देखें 1800 से 1740 इसका मतलब है 60 आरपीएम की गिरावट अतः एक तरफ 80 आरपीएम की गिरावट हुई और दूसरी तरफ 60 आरपीएम की गिरावट यह सीमा के बहुत अंदर था अब 1800 आरपीएम से मैं फुल थ्रोटल पर जाता हूँ और आप आरपीएम को देखें और मनिफॉल्ड प्रेशर को देखें मैं इसको फुल थ्रोटल देने जा रहा हूँ अर्थात अधिकतम शक्ति यहाँ हम जाते हैं आप देख सकते हैं फुल थ्रोटल और अधिकतम 2650 आरपीएम और यह अधिकतम था लेकिन अपनी सीमा में था अब मैं आरपीएम और थ्रोटल को वापस काम कर रहा हूँ क्रमशः इसे बाहर खींच कर क्रमशः शक्ति को काम करता हूँ आप देख सकते हैं आरपीएम क्रमशः काम हो रहा है मनिफॉल्ड प्रेशर क्रमशः काम हो जाता है और सारे समय आप देख रहे हैं यह अपनी सीमा में ही होता है ये सभी पैरामीटर हरी सीमा के अंदर है ये सारे पैरामीटर अपने हरे क्षेत्र में हैं ईंधन का प्रवाह आयल प्रेशर आयल टेम्परेचर सिलेंडर हेड टेम्परेचर ईंधन मात्रा सभी कुछ मनिफॉल्ड प्रेशर सारी बातें हरी रेंज में हैं जिसका मतलब है कि आपका वायुयान उड़ान के लिए उपयुक्त है मैं धीरे धीरे आरपीएम को काम कर रहा हूँ और अब यह 1000 से 1020 तक है यहाँ 1000 से मैं आदर्श आरपीएम पर जाऊंगा जो कि वह न्यूनतम आरपीएम है जो थ्रोटल आधा बहार खींचे रहने पर होती है मैं जांच करूँगा कि यह आदर्श न्यूनतम आरपीएम क्या है देखें अभी यह न्यूनतम आरपीएम 600 है यहाँ मैं मिश्रण नियंत्रक को भी देखूंगा मैं क्रमशः इस नियंत्रक को बाहर खींचूंगा और आरपीएम में गिरावट को देखूंगा इसको थोड़ा बढ़ कर नीचे गिरना चाहिए अभी आप देखें यह 610 620 है आपने यह भी देखा की यह आरपीएम थोड़ा बढ़ कर नीचे गिर गया यह मिश्रण की एक परीक्षा है और इस परीक्षा के बाद मैं पुनः थ्रोटल को बढ़ाऊंगा मैं फिर से आरपीएम को बढ़ाऊंगा मैं इसको 2000 तक ले जाऊंगा जिससे स्पार्क प्लग साफ़ होंगे इंजन साफ हो जाएगा देखिए आरपीएम बढ़ते हुए 2000 हो गया है मैं फिर से इसे वापस आइडल पर ले जाऊंगा और आइडल पर ले जाकर इसे बंद करूँगा आपने देखा कि इंजन को बंद करने तक सभी पैरामीटर हरी सीमा में हैं इंजन को बंद करने के लिए हम इस लीवर को खीचेंगे जिससे मिश्रण नियंत्रक बाहर हो जाएगा और इससे ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाएगी और इंजन बंद हो जाएगा मैं इस लीवर को खींच रहा हूँ इस से ईंधन की आपूर्ति बंद हो गयी और इंजन बंद हो गया अब मैं इग्निशन को वापस 'ऑफ ' पर करता हूँ इससे यह स्क्रीन बंद हो जाती है मास्टर बंद हो जाता है और सशस्त्र स्थिति भी बंद हो जाती है अवतरण के पश्चात् मुझे सुनिश्चित करना है कि मेरे नियंत्रक मेरे नियंत्रक ठीक हैं और उनके व्यवहार में कोई रुकावट नहीं है मैं इसको सुनिश्चित करूँगा कि नियंत्रकों में कोई बंधन नहीं है अइलेरों सही काम कर रहे हैं एलीवेटर सही काम कर रहे हैं और साथ ही मेरे उपकरण अतिरिक्त उपकरण और स्विच सर्किट ब्रेकर सब कुछ यथास्थान हैं और सही सलामत हैं अतः इन सभी परीक्षणों से आपने आपने बाह्य भाग फुसेलगे इंजन निरीक्षण लैंडिंग गियर निरीक्षण कॉकपिट निरीक्षण उपकरण निरीक्षण उपकरण पैनल निरीक्षण और ग्राउंड रन से स्वयं को संतुष्ट किया कि वायु यान उड़ान के लिए सुरक्षित है और हम इसे अगली उड़ानों के लिए मुक्त करते हैं